उत्तर औपनिवेशिक साहित्य postcolonial literature पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है अब हमारे पिछले व्याख्यान में हमने postcolonialism उत्तर औपनिवेशिकता शब्द के विभिन्न अर्थों पर चर्चा की और हमने दो घटकों की विभिन्न बारीकियों का भी पता लगाया शब्द colonialism उपनिवेशवाद और साथ ही prefix post उपसर्ग पद जो शब्द के बाद के शब्दवाद का निर्माण करने के लिए एक साथ आता है आज के व्याख्यान में हम साहित्यिक अध्ययन के क्षेत्र के भीतर से postcolonialism उत्तर औपनिवेशिकता शब्द की प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम उस पर अपनी चर्चा शुरू करें यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शब्द के बाद के शब्दवादउदाहरण के लिएकल्पनावाद शब्द विशेष रूप से एक विशेष प्रकार के साहित्य को दर्शाने के लिए नहीं बनाया गया था वास्तव में postcolonialism उत्तर औपनिवेशिकता शब्द का उपयोग जिसे 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के रूप में देखा जा सकता है का 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक साहित्य के क्षेत्र से बहुत कम संबंध था और उस समय तक वास्तव में postcolonialism उत्तर औपनिवेशिकता शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से उन स्थितियों या स्थितियों के संदर्भ के लिए एक विशेषण के रूप में किया गया था जो अमेरिका या उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे स्थानों में colonial औपनिवेशिक शासन के अंत के बाद हुई थीं तो इस संदर्भ में postcolonialism उत्तर औपनिवेशिकवाद का मतलब स्वतंत्रता के बाद था और यह लगभग हमेशा इस्तेमाल किया गया था postcolonialism उत्तर औपनिवेशवाद शब्द का उपयोग लगभग हमेशा colonialism उपनिवेशवाद से पोस्ट को अलग करने वाले hyphen हाइफन के साथ किया गया था अब यह 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से ही साहित्यिक चर्चाओं का एक अभिन्न हिस्सा बन गया और इसने अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में अध्ययन के दो पहले से मौजूद क्षेत्रों को एक साथ ला दिया यदि आप स्लाइड को देखते हैं तो आप देखेंगे कि पहले क्षेत्र को जो postcolonial literature उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया था उसे सामान्य साहित्य के रूप में संदर्भित किया गया था और दूसरे क्षेत्र को colonial discourse औपनिवेशिक प्रवचन या colonial discourse औपनिवेशिक प्रवचन विश्लेषण के अध्ययन के रूप में संदर्भित किया गया था इसलिए ये दो अलग अलग पहलू postcolonial औपनिवेशिक अध्ययन के क्षेत्र को बनाने के लिए एक साथ आए और वे एक तरह से साहित्यिक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में औपनिवेशिक साहित्य की जड़ें बनाते हैं इसलिए यदि हम चाहें तो इन दो घटक भागों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी लंबाई में postcolonial literature उत्तर औपनिवेशिक साहित्य का अन्वेषण करें तो चलिए आज हम सामान्य साहित्य की श्रेणी से शुरू करते हैं अब सामान्य शब्द राष्ट्र के समूहीकरण का प्रतीक है उन राष्ट्रों या उन राष्ट्रों का एक समूह जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे ब्रिटिश साम्राज्य जो 1920 के दशक तक कब्जे वाले क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था और यहाँ आप 1921 में ब्रिटिश साम्राज्य के नक्शे को देख सकते हैं इस साम्राज्य को इस नक्शे में छायांकित क्षेत्र द्वारा चित्रित किया गया था इस नक्शे में दर्शाया गया था 1940 से और वास्तव में भारत था ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने वाले पहले राष्ट्रों में से एक अब संप्रभु राष्ट्र जो ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर निकल रहे थे और जिन्होंने British colonialism ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक साझा इतिहास साझा किया था स्वेच्छा से ब्रिटिश सम्राट के साथ एक मुखिया के रूप में अपना मुखिया बनाने का फैसला किया और यह संप्रभु राज्यों का संघ जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे को आम राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा और निश्चित रूप से राष्ट्र का यह समूह अभी भी मौजूद है और यह उन राज्यों का एक मानचित्र है जो आज सामान्य रूप बनाते हैं और अगर आप देखते हैं कि हरे रंग में हाइलाइट किए गए क्षेत्र वे देश हैं जो सदस्य देश हैं यदि आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सभी देश जो British colonies ब्रिटिश उपनिवेश नहीं थे अब सामान्य राष्ट्र का हिस्सा हैं बेशक कुछ राज्य जो कभी कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे उन्होंने बाद में छोड़ने का फैसला किया उदाहरण के लिए African अफ्रीकी राज्य Gambia गाम्बिया या हाल ही में Maldives मालदीव उन्होंने कॉमनवेल्थ छोड़ दिया है शुरू में वे कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे लेकिन एक देश है जो एक समय में एक British colonies ब्रिटिश उपनिवेश था लेकिन वास्तव में राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं था और वह देश जो इसकी अनुपस्थिति से विशिष्ट है निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका है अब यदि आपको अपना इतिहास याद है तो आप जानेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका British empire ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था 1776 तक ब्रिटेन पर शासन किया गया था दरअसल आज भी अमेरिका हर साल 4 जुलाई को ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की तारीख के रूप में मनाता है लेकिन यह तत्कालीन British colony ब्रिटिश उपनिवेश आम राष्ट्रों की सूची में शामिल नहीं है और यह निश्चित रूप से एक anomaly विसंगति है और यह विसंगति केवल उन anomalies विसंगतियों में से एक है जो सामान्य राष्ट्र की अवधारणा को प्रभावित करती हैं और वास्तव मेंanomalies विसंगतियों की संख्या कम हो गई जब एक विशिष्ट प्रकार के साहित्य को नामित करने के लिए शिक्षाविदों द्वारा सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा एक विशिष्ट साहित्यिक श्रेणी को निरूपित करने के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का उपयोग करने का पहला बड़ा प्रयास 1964 में किया गया था जब इंग्लैंड में लीड्स विश्वविद्यालय University of Leeds in England ने पहला राष्ट्रमंडल साहित्य सम्मेलन आयोजित किया था और यह सम्मेलन एक एकल छत्र के तहत अंग्रेजी साहित्य की महत्वपूर्ण राशि को लाने का प्रयास था जो ब्रिटिश साम्राज्य के एक बार colonized उपनिवेशित हिस्से से निकल रहा था उदाहरण के लिए1960 तक सम्मेलन के समय तक लेखक जैसे RK Narayan from India आरके नारायण भारत से VS Naipaul from the West Indian island of Trinidad वीएस नाइपॉल वेस्ट इंडियन द्वीप त्रिनिदाद से Chinua Achebe from Nigeria चिनुआ अचेबे नाइजीरिया से ये सभी लेखक जो दुनिया के एक बार colonised उपनिवेशित हिस्से से संबंधित थे ब्रिटेन द्वारा colonized उपनिवेशित किए गए नियमित रूप से ब्रिटेन और अमेरिका में प्रकाशित हो रहे थे और उनके नाम काफी प्रसिद्ध थे साहित्यिक अध्ययन का क्षेत्र अब University of Leeds लीड्स विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह सम्मेलन Naipaul नायपॉल Narayan नारायण Achebe अचेबे जैसे लेखकों को सामने लाने और उनके कार्यों के आसपास साहित्यिक अध्ययन के एक क्षेत्र को बनाने का एक प्रयास था और साहित्यिक अध्ययन के इस क्षेत्र को सामान्य साहित्य के क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया गया था अब जैसे कि सामान्य राष्ट्रों के राजनीतिक समूह में अमेरिका स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है यहां तक कि सामान्य साहित्य की श्रेणी में भी America अमेरिका का साहित्य कभी भी चित्रित नहीं होता है लेकिन इससे भी अधिक उत्सुकता की बात यह थी कि सामान्य साहित्य की श्रेणी में कभी भी Britai ब्रिटेन का साहित्य शामिल नहीं था इस तथ्य के बावजूद कि Britain ब्रिटेन अभी भी था और राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का बहुत हिस्सा है और यह colonial औपनिवेशिक साम्राज्य का महानगरीय देश था लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश साहित्य उस श्रेणी का हिस्सा नहीं था जिसका राष्ट्रमंडल साहित्य नाम का उपयोग करके अध्ययन किया गया था भारत में जन्मे novelist Salman Rushdie उपन्यासकार सलमान रुश्दी कॉमनवेल्थ लिटरेचर पर एक और सम्मेलन में भाग लेने के दौरान लीड्स में पहले सम्मेलन के लगभग बीस साल बाद आयोजित हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में कॉमनवेल्थ साहित्य कैसे राष्ट्रमंडल साहित्य का उपयोग किया जा रहा है के पीछे एक राजनीति चल रही थी उनका तर्क था कि राष्ट्रमंडल साहित्य का उपयोग उन सभी अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत किया जाता था जो दुनिया के एक बार colonized उपनिवेशित हिस्सों से उभर रहे थे लेकिन इसमें British ब्रिटिश साहित्य शामिल नहीं था क्योंकि यह एक अलग समूह के रूप में उपनिवेशों से उभरने वाले अंग्रेजी साहित्य को अलग करना चाहता था साहित्य का अब यह segregation अलगाव क्यों Rushdie रुश्दी के अनुसार ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि अंग्रेजी साहित्य की इतनी महत्वपूर्ण मात्रा को पूरी तरह से टाला जा सके लेकिन अगली सबसे अच्छी बात यह थी कि Rushdie रुश्दी के अनुसार कॉलोनियों से आने वाले साहित्य की इस राशि को एक अलग श्रेणी के तहत अलग करना और उन्हें इस तरह से लेबल करना कि उन्हें अंग्रेजी साहित्य के रूप में पहचाना जा सके जो वास्तव में ब्रिटिश साहित्य के बराबर नहीं था तो यह लगभग अंग्रेजी साहित्य की एक प्रकार की अवर श्रेणी थी यह रुश्दी के अनुसार छिपी हुई राजनीति थी जो महानगरीय विश्वविद्यालयों में खेली जा रही थी जब राष्ट्रमंडल साहित्य को एक श्रेणी के रूप में चर्चा की जा रही थी Rushdie रुश्दी का यह भी कहना था कि राष्ट्रमंडल साहित्य के क्षेत्र के भीतर लेखकों और उनके कामों को उनके मूल राष्ट्रों के अनुसार स्वच्छ उपसमूहों में व्यवस्थित किया गया था ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत में पैदा होने वाला लेखक केवल भारत के बारे में ही लिखेगा और उसकी लेखनी भारतीयता के एक ऐसे तत्व का प्रतिनिधित्व करेगी जो अद्वितीय था और जो किसी और चीज़ से अप्रशिक्षित था उदाहरण के लिए RK Narayan आरके नारायण का एक उपन्यास उदाहरण के लिए Narayan नारायण को भारतीयता का एक अनूठा सार अवतार लेना चाहिए था जिसे Australianness ऑस्ट्रेलियननेस का सार कहा जाता था जो किसी को Patrick White पैट्रिक व्हाइट जैसे किसी व्यक्ति के लेखन में मिल सकता है जो इससे अलग होना चाहिए था West Indianness वेस्ट इंडियननेस का सार जो कथित तौर पर VS Naipaul वीएस नायपॉल के काम में पाया गया था अब साहित्य के प्रति ऐसा रवैया दो अलग अलग स्तरों पर समस्याग्रस्त था सबसे पहलेEuropean colonialism यूरोपीय उपनिवेशवाद की 16 वीं शताब्दी के बाद की अवधि को भी मानव आंदोलन की एक tremendous amount जबरदस्त मात्रा द्वारा चिह्नित किया गया था लोग पहले की तुलना में बहुत आसान हो गए क्योंकि यात्रा बहुत आसान थी और वे या तो इधर उधर चले गए क्योंकि वे यात्रा कर सकते थे या क्योंकि वे विस्थापित थे विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारणों से जबरन बेदखल कर दिया गया था उदाहरण के लिए Rushdie रुश्दी का मामला लीजिए Salman Rushdie सलमान रुश्दी का जन्म Bombay बॉम्बे में हुआ था फिर वह एक छात्र के रूप में England इंग्लैंड गए और बाद में वहीं बस गए उनका परिवार बदले में India to Pakistan भारत से पाकिस्तान चला गया और Pakistan पाकिस्तान में बस गया अब रुश्दी ने बेशक भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है लेकिन उन्होंने ब्रिटेन के साथ साथ पाकिस्तान के बारे में भी लिखा है तो क्या यह Rushdie रुश्दी को भारतीय लेखक बनाता है क्या यह उसे Pakistani पाकिस्तानी लेखक बनाता है क्या यह उसे British ब्रिटिश लेखक बनाता है वह कौन सी राष्ट्रीय श्रेणी है जिसके तहत हमें Rushdie रुश्दी के कार्यों को रखना चाहिए यह एक समस्या है यह एक पहेली है और यदि ex British colonies पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों में से एक से आने वाले लेखक को पिन करना इतना मुश्किल है तो यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि एक राष्ट्र राज्य या किसी अन्य की सीमाओं के भीतर पूरी संस्कृतियों को पिन करना कितना असंभव होगा उदाहरण के लिए फिर से एक और भारतीय लेखक Rabindranath Tagore रवींद्रनाथ टैगोर का उदाहरण लें Argentine author Victoria Ocampo अर्जेंटीना के लेखक विक्टोरिया ओकैम्पो द्वारा उनकी कविता का अनुवाद किए जाने के बाद अब टैगोर का काम दक्षिण अमेरिका में बहुत प्रभावशाली साबित हुआ इसी तरह से जादू यथार्थवाद की साहित्यिक तकनीक जिसका आविष्कार Gabriel Garcia Marquez in South America दक्षिण अमेरिका में गेब्रियल गार्सिया मार्केज़ जैसे लेखकों ने किया था 1960 और 1970 के Salman Rushdie दौरान सलमान Rushdie रश्दी सहित विभिन्न भारतीय उपन्यासकारों से प्रभावित थे अब राष्ट्रमंडल साहित्य की श्रेणी साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभावों के साथ साथ ex colonies पूर्व उपनिवेशों के लेखकों के समस्याग्रस्त संबंधों को उनकी उत्पत्ति की भूमि के साथ जोड़कर एक श्रेणी के रूप में विफल हो रही थी एक ऐसी श्रेणी जिसके लिए काम करता है Rushdie रुश्दीAchebe अचेबे Naipaul नायपॉल और Narayan नारायण के रूप में अलग अलग लेखकों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है राष्ट्रीय ढांचे का उपयोग करके साहित्य को पढ़ने का प्रयास दूसरे तरीके से भी समस्याग्रस्त था उदाहरण के लिए भारत जैसे सामान्य राष्ट्र का निर्माण कई अलग अलग भाषाओं में होता है क्या यह नहीं है अंग्रेजी निश्चित रूप से उन भाषाओं में से एक है जिसमें भारतीय साहित्य का उत्पादन किया जाता है लेकिन यह भारतीय भाषा का निर्माण करने वाली एकमात्र भाषा होने से बहुत दूर है अब हालांकि राष्ट्रमंडल साहित्य की श्रेणी ने समूह लेखकों और उनके कार्यों के लिए राष्ट्र और राष्ट्रीय परंपराओं की अवधारणा का उपयोग किया लेकिन यह कभी भी अंग्रेजी साहित्य से परे नहीं देखा गया जो कि colonies उपनिवेशों से निकल रहा था और जैसा कि भारत के मामले से पता चलता है कि अंग्रेजी साहित्य पर इस तरह का ध्यान केवल एक बहुत ही सीमित ध्यान नहीं है बल्कि यह उन जटिल साहित्यिक परिदृश्य के साथ भी नहीं है जो Britain ब्रिटेन के तत्कालीन उपनिवेशों ने प्रस्तुत किए हैं इसलिए राष्ट्रमंडल साहित्य इसलिए जल्द ही एक अयोग्य श्रेणी बन गया क्योंकि दोनों ही पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय नहीं थे और क्योंकि यह पर्याप्त राष्ट्रीय नहीं था अंतर्राष्ट्रीय रूप से पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह दुनिया के एक बार उपनिवेशित हिस्सों से आने वाले लेखकों के cross cultural क्रॉस सांस्कृतिक प्रभावों और लेखकों के क्रॉस प्रादेशिक जुड़ाव को ध्यान में नहीं रखता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के गैर अंग्रेजी साहित्य को ध्यान में नहीं रख रहा था जो कि उपनिवेशों से भी बाहर निकल रहे थे हालांकि श्रेणी के सामान्य साहित्य का सबसे समस्यात्मक पहलू यह था कि यह colonies उपनिवेश के साम्राज्य के साथ colonial उपनिवेशों से निकलने वाले साहित्य से जुड़ा था British ब्रिटिश सम्राट की अध्यक्षता वाले एक राष्ट्रमंडल की धारणा लगभग अनिवार्य रूप से British ब्रिटिश साम्राज्य के बीते दिनों के लिए उदासीनता की भावना से सूचित है वास्तव में राष्ट्रमंडल साहित्य की श्रेणी की व्याख्या एक स्तर पर सांस्कृतिक रूप से एक साम्राज्य को बनाए रखने के प्रयास के रूप में की जा सकती है जो अब राजनीतिक वास्तविकता नहीं थी लेकिन लंबे समय तक colonialism उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के माध्यम से British ब्रिटिश शासन की छाया से बाहर निकलने वाले राष्ट्र राज्यों द्वारा राजनीतिक पतन किया गया था और दुनिया के इन हिस्सों से निकले लेखकों जो दुनिया के एक बार उपनिवेशित हिस्से थे के उत्तराधिकारी थे यह colonialism उपनिवेशवाद विरोधी विरासत और साथ ही colonialism उपनिवेशवाद की विरासत इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि औपनिवेशिक साम्राज्य के लिए उदासीनता की भावना जो दुबक गई और मैं अभी भी झूठ बोलूंगा शब्द के पीछे सामान्य राष्ट्र सामान्य साहित्य के लेबल को कुछ बहुत ही लेखकों के लिए अनाकर्षक बना देगा जिन्हें यह कथित रूप से वर्णन करता है और आम साहित्य की श्रेणी के प्रति इस तरह का विरोध शायद सबसे अच्छा तब प्रदर्शित हुआ जब उपन्यासकार Amitav Ghosh अमिताव घोष ने उनके उपन्यास The Glass Palace द ग्लास पैलेस को 2001 के राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार के लिए विचार करने से इनकार कर दिया इस निर्णय का एक प्रमुख कारण जैसा कि Ghos घोष ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने पुरस्कार देने वाली समिति को भेजा था colonial औपनिवेशिक अतीत के उदासीन स्मारक के साथ करना था जिसने सामान्य ज्ञान के विचार को सूचित किया था घोष के अनुसारcolonial औपनिवेशिक अतीत के इस तरह के महिमामंडन या इस तरह के महिमामंडन ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि वह The Glass Palace द ग्लास पैलेस जैसे अपने उपन्यासों के माध्यम से विरोध करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए वह इसे एक पुरस्कार के लिए दौड़ में शामिल नहीं होने दे सकता था जिसमें सामान्य शब्द जुड़ा था और यह कई लेखकों के लिए सच था जो Britain ब्रिटेन के ex colonies पूर्व उपनिवेशों से उभर रहे थे वे colonial औपनिवेशिक साम्राज्य के विचार के खिलाफ लिख रहे थे फिर भी सामान्य राष्ट्र साहित्य की श्रेणी anti colonialism उपनिवेशवाद के इन तत्वों के लिए काफी हद तक अभेद्य रही इसलिए 1990 के साहित्यिक साहित्य के रूप में साहित्यिक श्रेणी में पक्षपात हो रहा था और यह विभिन्न कारणों से अनुकूलता खो रहा था हम पहले ही उनकी चर्चा कर चुके हैं लेकिन इस स्लाइड में मैंने उन्हें बताया है इसलिए सामान्य साहित्य पहले एक वर्ग के रूप में समस्याग्रस्त था क्योंकि इसमें न तो America अमेरिका जैसी पूर्व कालोनियों का साहित्य शामिल था और न ही इसमें metropolitan Britain महानगरीय ब्रिटेन का साहित्य शामिल था यह समस्याग्रस्त भी था क्योंकि यह ex colonies पूर्व उपनिवेशों से लेखकों के cross cultural क्रॉस सांस्कृतिक प्रभावों और लेखकों के cross territorial क्रॉस टेरिटोरियल संबद्धता को ध्यान में नहीं रखता था इसने गैर अंग्रेजी साहित्य को ध्यान में नहीं रखा जो उदाहरण के लिए भारत जैसे सामान्य राष्ट्रों से उभर रहा था और अंत में कॉमनवेल्थ साहित्य की श्रेणी में colonialism उपनिवेशवाद की विरासत का उदासीन गौरव शामिल था इसलिए ये विभिन्न समस्याएं थीं जिनके कारण साहित्यिक हलकों के भीतर सामान्य साहित्य की श्रेणी अनुकूलता खो रही थी और 1990 के दशक से इसने अपना पक्ष खोना शुरू कर दिया था और 1990 का समय था जब postcolonial उत्तर औपनिवेशिक साहित्य एक प्रतिस्थापन के रूप में उभरा अब यदि हम उस तरह के साहित्य को देखते हैं जिसे postcolonial उत्तर औपनिवेशिक शब्द का उपयोग करके समूहबद्ध किया जा रहा है तो हम देखेंगे कि postcolonial उत्तर औपनिवेशिक साहित्य में क्या अंतर है या जो postcolonial उत्तर औपनिवेशिक साहित्य और सामान्य ज्ञान साहित्य के संग्रह के रूप में चर्चा की जा रही थी मसलन लेखक जैसे RK Narayan आरके नारायण Derek Walcott डेरेक वालकोट Ngugi Wa Thiong'o न्गुगी वा थिओगोChinua Achebe चिनुआ अचेबे Salman Rushdie सलमान रुश्दी वे सभी जो कॉमनवेल्थ साहित्य के बैनर तले पढ़े जा रहे थे postcolonial literature उत्तर आधुनिक साहित्य की श्रेणी में भी प्रासंगिक थे हालाँकि हालांकि साहित्य वही रहा लगभग वही इस साहित्य के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण एक समुद्री परिवर्तन से गुजरा जैसा कि हम इस पाठ्यक्रम में बाद में देखेंगे आम साहित्य के विपरीतpostcolonial उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन के क्षेत्र को इस तथ्य के बारे में गहरी जागरूकता से रेखांकित किया गया है कि दोनों संस्कृतियों के साथ साथ जो लोग इन संस्कृतियों का उत्पादन करते हैं वे दोनों लगातार यात्रा कर रहे हैं वे सीमाओं को पार कर रहे हैं वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं और वे राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर तय नहीं हैं यह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि postcolonial उत्तर आधुनिक साहित्य भी मुख्य रूप से अंग्रेजी में लिखे गए साहित्य के साथ ही चिंता करता है फिर भी सामान्य साहित्य के विपरीत इसके canon कैनन में गैर अंग्रेजी साहित्य को शामिल करने का एक वास्तविक प्रयास है और एक अच्छा उदाहरण Bengali बंगाली लेखक Mahasweta Devi महाश्वेता देवी की रचनाएँ हैं जो आज के उत्तर आधुनिक साहित्य के कैनन का हिस्सा हैं यह आज postcolonial उत्तर औपनिवेशिक साहित्य पर चर्चा का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से महाश्वेता देवी की मूल रचनाएं सभी बंगाली में हैं और अंग्रेजी में नहीं हालाँकि यह कहा गया है कि यह भी स्वीकार करना चाहिए कि postcolonial उत्तर औपनिवेशिक साहित्यिक अध्ययन अभी भी मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा तक ही सीमित है और हालांकि मैंने कहा कि Devi's देवी के कार्य postcolonial उत्तर औपनिवेशि साहित्य के क्षेत्र में लोकप्रिय हैं फिर भी वे केवल अनुवाद के रूप में उनके अनुवादित रूपों में ही उपयोग किए जाते हैं और Gayatri Spivak गायत्री स्पिवाक एक नाम जिसे आप बाद में इस पाठ्यक्रम के दौरान सामना करेंगे postcolonial उत्तर आधुनिक साहित्य के प्रमुख सिद्धांतकार में से एक है और महाश्वेता देवी के काम का अंग्रेजी अनुवादक भी है हालाँकि साहित्यिक ग्रंथों के दृष्टिकोण में सबसे आमूल परिवर्तन जो सामान्य साहित्य से postcolonial उत्तर आधुनिक साहित्य को अलग करता है वह है पूर्व ध्यान postcolonial उत्तर औपनिवेशिक साहित्य का ध्यान anti colonial उपनिवेश विरोधी प्रतिरोध पर colonial औपनिवेशिक उदासीनता द्वारा जहां सामान्य साहित्य को सूचित किया गया था वहीं उपनिवेशवाद के लगभग आलोचनात्मक दृष्टिकोण से colonialism उपनिवेशवाद के उपनिवेशवाद के महिमामंडन द्वारा सूचित किया गया था वास्तव में postcolonial उत्तर औपनिवेशिक साहित्य केवल साहित्य का समूह नहीं है जो Britain ब्रिटेन के उपनिवेशों या ex colonies पूर्व उपनिवेशों से निकला है बल्कि यह साहित्य का एक समूह है जो colonial औपनिवेशिक हिंसा के प्रभावों को कम करने और हटाने का प्रयास करता है यह महत्वपूर्ण रवैया जो आज के postcolonial उत्तर औपनिवेशिक अध्ययनों को सूचित करता है जो मैंने इस व्याख्यान में पहले colonial औपनिवेशिक प्रवचन विश्लेषण के रूप में संदर्भित किया है और हम अपने अगले व्याख्यान में colonia औपनिवेशिक प्रवचन विश्लेषण की इस अवधारणा के बारे में अधिक जानेंगे धन्यवाद